नमस्ते और बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट पर पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है मेरा नाम अंकुश शर्मा है मैं आई आई टी कानपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के साथ काम कर रहा हूँ शैक्षणिक अनुभव के अलावा मुझे लगभग 18 वर्षों के लिए आईटी उद्योग में भी अनुभव है तो आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट की कुछ मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा करेंगे मैं यह सिखाने की कोशिश करूंगा कि इस विशेष विषय की आवश्यकता क्यों है इसलिए विस्तार में जाने से पहले पहला सवाल आप पूछ रहे होंगे कि आप इस विषय विशेष का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं हालाँकि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म मानव जाति के लिए युगों से ज्ञात थे तकनीकी पहलू या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की वैचारिक योजना 19 वीं शताब्दी तक विकसित नहीं हुई थी इसलिए जब वोल्टा और गैलवानी जैसे वैज्ञानिकों ने रासायनिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करने की अवधारणा विकसित की तब इलेक्ट्रिसिटी के मूल एलिमेंट सामने आ गए हेनरी जैसे अन्य वैज्ञानिकों ने इंडक्शन की अवधारणा दी और फिर 1873 के आसपास मैक्सवेल के समीकरण जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से संबंधित पिछले सभी कार्यों का संकलन था प्रकाशित हुआ अब यदि आप मैक्सवेल के इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म समीकरणों को देखते हैं तो वे ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र के बारे में हैं और यदि आप वाणिज्यिक हित की जांच करते हैं तो वे वोल्टेज और करंट में अधिक हैं तो यही कारण है कि हम बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट में रुचि रखते हैं यहां हम विद्युत क्षेत्र की तुलना में वोल्टेज और करंट का विश्लेषण करने के बारे में अधिक रुचि रखते हैं तो इस विशेष पाठ्यक्रम में हम बेसिक सर्किट को समझने की कोशिश करेंगे और यह विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी और उसके मैग्नेटिज्म और इसका वोल्टेज और करंट के साथ क्या संबंध है तो हम पाठ्यक्रम सामग्री को देखेंगे पहले सप्ताह में हम बेसिक सर्किट एलिमेंट्स और वेवफॉर्म्स पर चर्चा करेंगे और सप्ताह 2 में हम मैश और नोड एनालिसिस पर चर्चा करेंगे चूंकि हम जानते हैं कि नेटवर्क प्रमेय बहुत महत्वपूर्ण हैं हम नेटवर्क प्रमेयों को अगले 2 सप्ताह देखेंगे प्रथम ऑर्डर और द्वितीय ऑर्डर नेटवर्क पर उसके बाद चर्चा की जाएगी लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इसके आवेदन पर 6 वें सप्ताह में चर्चा की जाएगी 7 वें सप्ताह में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का उपयोग करके सर्किट एनालिसिस पर चर्चा करेंगे सप्ताह 8 में हम 2 पोर्ट नेटवर्क के बारे में बात करेंगे और चूंकि साइनसोइडल एनालिसिस भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है जिसे हम साइनसोइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस में कम से कम 2 सप्ताह देखेंगे फिर हम इलेक्ट्रिसिटी और अन्य प्रकार के सिस्टम के बीच संबंध देखेंगे यहां हम इलेक्ट्रिसिटी और अन्य अनुरूप सिस्टम के बीच समानता स्थापित करेंगे और अंत में स्टेडी स्टेट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे रेफेरेंस पुस्तकें जिनका आप अनुसरण कर सकते हैं चार्ल्स अलेक्जेंडर और मैथ्यू सादिकु द्वारा लिखित फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट हैं आप डी रॉय चौधरी D Roy Choudhury द्वारा लिखित नेटवर्क एंड सिस्टम्स वैन वेलकेनबर्ग की नेटवर्क एनालिसिस का भी अनुसरण कर सकते हैं अब इस सत्र में हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बेसिक अवधारणाओं के बारे में बात करेंगे तो वे अवधारणाएं क्या हैं आइए हम पहले इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बात करते हैं इसलिए इलेक्ट्रिक सर्किट और कुछ नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का परस्पर संबंध है आप एक फ्लैश लाइट के बारे में सोच सकते हैं जहां आपके पास केवल एक वोल्टेज स्रोत लैंप और तार हैं तो यह एक साधारण इलेक्ट्रिकल सर्किट है लेकिन वास्तव में आपको ऐसे सरल सर्किट नहीं दिखेंगे बल्कि आपको कई जटिल सर्किट दिखाई देंगे जिनमें कई घटक होंगे इसलिए इस पाठ्यक्रम में हम सर्किट के व्यवहार का अध्ययन करके सर्किट का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे हमें सर्किट के व्यवहार का अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों है ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें यह समझने की जरूरत है कि सर्किट किसी दिए गए इनपुट पर कैसे प्रतिक्रिया देता है आप देख सकते हैं कि जब आप किसी विशेष नेटवर्क को इनपुट देते हैं तो यह उस इनपुट के आधार पर प्रतिक्रिया देगा जो आपने दिया है इसलिए हमें किसी तरह इनपुट और रिस्पॉन्स के बीच संबंध स्थापित करना होगा और फिर हम देखेंगे कि सर्किट के विभिन्न एलिमेंट किस प्रकार इंटरैक्ट करेंगे अब हम चार्ज के बारे में बात करते हैं चार्ज क्या है चार्ज परमाणु कण का एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है जिसका पदार्थ बनता है इसलिए यदि आप अपने आसपास कुछ भी देखते हैं तो आप देखेंगे कि यह अणुओं से बना है और फिर अणु परमाणुओं से बना है परमाणु के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे तो मूल रूप से प्रत्येक परमाणु में 3 प्रमुख एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज सभी इलेक्ट्रिकल फिनामिना को समझने के लिए सर्किट का आवश्यक मूल तत्त्व है आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नकारात्मक रूप से आवेशित कण है जबकि प्रोटॉन धनात्मक रूप से आवेशित कण है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के पास कूलम्ब के बराबर चार्ज होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज को कूलम्ब से मापा जाता है अब दूसरी ओर प्रोटॉन सकारात्मक रूप से आवेशित है और इसमें इलेक्ट्रॉन के समान चार्ज का मान होगा लेकिन एक सकारात्मक के साथ अर्थात अब यदि आपको यह पता लगाने के लिए कहा जाए कि 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आप बस 1 को से विभाजित करेंगे आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्राप्त होगी जो कि इलेक्ट्रॉन 1 कूलम्ब में होगी अब इलेक्ट्रिक चार्ज संरक्षण के नियम का अनुसरण करता है जो बताता है कि चार्ज न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है अब हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट किसी विशेष एलिमेंट में प्रवाहित चार्ज से होती है इस चित्र में बैटरी इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स ईएमएफ electromotive force के स्रोत के रूप में कार्य करेगी अब जब आप एक चालक तार को बैटरी से जोड़ते हैं तो यह इलेक्ट्रॉन को एक विशेष दिशा में ले जायेगा चार्ज की यह गति इलेक्ट्रिक करंट नामक घटना का निर्माण करती है हालांकि एक धातु कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन प्रवाह के कारण प्रवाह होता है पारंपरिक रूप से इसे धनात्मक चार्ज के प्रवाह के रूप में लिया जाता है इसलिए यदि आप चित्र को देखते हैं तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह की दिशा के विपरीत है यह वह कन्वेंशन है जिसका हम अनुसरण करते हैं जब हम इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह को परिभाषित करते हैं अब चूंकि इलेक्ट्रिक करंट को चार्ज में समय के साथ परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है आप बस से परिभाषित कर सकते हैं इसे एक इकाई समय में किसी विशेष सतह पर बहने वाले चार्ज की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है एम्पीयर का उपयोग करंट को व्यक्त करने में किया जाता है और 1 एम्पीयर को 1 कूलम्ब प्रति सेकंड के रूप में परिभाषित किया जाता है अब यदि आपसे यह पूछा जाए कि किसी विशेष सतह में t0 से t के बीच कितना चार्ज स्थानांतरित होता है तो आप बस करंट के लिए उपरोक्त समीकरण का इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं तो आपको Q इस रूप में मिलेगा अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं ताकि आप अवधारणा को बेहतर ढंग से समझ सकें हम एक उदाहरण लेते हैं 4600 इलेक्ट्रॉनों द्वारा कितना चार्ज बनेगा अब जब आप जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो 4600 इलेक्ट्रॉनों के लिए कुल चार्ज बस गुणा 4600 होगा तो आपको माइनस कूलम्ब मिलेगा अब इसके विपरीत यदि आपको यह पता लगाने के लिए कहा जाता है कि 6 मिलियन प्रोटॉन का कितना चार्ज है तो आपको सावधान रहना होगा क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज होगा अब 6 मिलियन प्रोटॉनों को से गुणा किया जाता है जो कि प्रति प्रोटॉन कूलम्ब चार्ज गुणा है तो आपको कूलम्ब मिलेगा अब एक और उदाहरण लेते हैं यदि टर्मिनल में प्रवेश करने वाला कुल चार्ज 𝑞5𝑡sin4𝜋𝑡 mC है आप करंट की गणना कैसे करेंगे चूंकि आप जानते हैं कि करंट 𝑖𝑑𝑞𝑑𝑡 आपको बस समय 𝑡 के साथ 𝑞 को डिफ्रेंसिएशन करना होगा तो आपको 𝑑𝑑𝑡5𝑡sin4𝜋𝑡 मिलेगा तो यह केवल 5sin4𝜋𝑡20𝜋𝑡cos4𝜋𝑡 है जो कि कूलम्ब चार्ज का डेरीवेटिव है जो प्रश्न में दिया गया था अब हमें समय t05 सेकंड पर करंट की गणना करनी है इसका मतलब है कि आपको जो भी करंट मिला है उसमें t बराबर 05 रख दिया गया है और एक्सप्रेशन को हल करते है तो यहां आपको करंट i 3142mA मिलेगा अब चार्ज के बजाय यदि करंट दिया जाता है तो इस उदाहरण में हम कह रहे हैं कि A अब हमें एक इलेक्ट्रिकल टर्मिनल में प्रवेश करने वाले कुल चार्ज का समय t1 सेकंड से t2 सेकंड के बीच पता लगाना है गणना करने के लिए आपको समय 𝑡1s और 𝑡2s के बीच करंट को इंटेग्रेट करते है इसलिए यदि आप I का मान लगाकर हल करते हैं तो के अलावा कुछ नहीं है और आपको हल करने पर टर्मिनल में जाने वाला चार्ज की राशि 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच होगी और इस विशेष मामले में 55 कूलम्ब है अब हम वोल्टेज के बारे में बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों को एक विशेष दिशा में स्थानांतरित करने के लिए ऊर्जा हस्तांतरण या कार्य की आवश्यकता होती है तो यह एनर्जी कौन प्रदान करेगा यह एनर्जी बाहरी ईएमएफ द्वारा आपूर्ति की जाती है जो बैटरी द्वारा प्रदान की जाती है इसलिए बैटरी इलेक्ट्रॉनों पर एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए काम करेगी इस ईएमएफ को वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में भी जाना जाता है अब आप वोल्टेज को कैसे परिभाषित करेंगे वोल्टेज को एक एलिमेंट से यूनिट चार्ज को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक एनर्जी के रूप में परिभाषित किया जाता है यदि आप इस चित्र को देखते हैं तो यहां प्रस्तुत तत्व में दो एलिमेंट हैं एक सकारात्मक है और दूसरा नकारात्मक है एक टर्मिनल को a और दूसरे को b के रूप में पहचाना जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेज है के रूप में दिया जाता है अब आपको का पता लगाने की आवश्यकता है आप क्या करोगे आप बैटरी द्वारा किए गए कार्य का पता लगाने की कोशिश करेंगे जो इस एलिमेंट से बाहरी रूप से जुड़ा हुआ है बिंदु a से बिंदु b तक 1 यूनिट चार्ज को स्थानांतरित करने के लिए तो आप इसे गणितीय शब्दों में कैसे व्यक्त करेंगे आप बस कहेंगे और कुछ नहीं बल्कि 𝑑𝑤𝑑𝑞 है जो है इस मामले में कार्य भाग यूनिट चार्ज या डिफरेंशियल चार्ज इसलिए हम इसे 𝑑𝑞 के रूप में दर्शा रहे हैं अब को वोल्ट के रूप में दर्शाया जाता है एनर्जी को जूल में दर्शाया जाता है और q वह चार्ज है जिसे हम आमतौर पर कूलम्ब में दर्शाते हैं अब 1 वोल्ट को कैसे परिभाषित किया जाता है 1 वोल्ट और कुछ नहीं बल्कि 1 जूल प्रति कूलम्ब है अर्थात 1 न्यूटन मीटर प्रति कूलम्ब क्योंकि 1 जूल कुछ नहीं बल्कि 1 न्यूटन मीटर है अब सकारात्मक और नकारात्मक साइन का अपना महत्व है क्योंकि जब आप साइन बदलते हैं तो आप बस के विपरीत हो जाएंगे इसलिए यदि आप पिछले आंकड़े में टर्मिनलों पर माइनस साइन के साथ प्लस और प्लस साइन के साथ माइनस रखने पर इस विशेष मामले में हमने जो गणना की है उसके विपरीत होगा अब यदि आप इस रूप में दिखाना नहीं चाहते हैं लेकिन आप 𝑣𝑏𝑎 के रूप में दिखाना चाहते हैं जो 𝑣𝑎𝑏 के विपरीत है आप कैसे दिखाएंगे आप कह सकते हैं कि 𝑣𝑎𝑏 माइनस 𝑣𝑎𝑏 के अलावा कुछ नहीं है तो मूल रूप से आप एलिमेंट के टर्मिनल को इंटरचेंज कर रहे हैं और आपको अंततः पिछले आंकड़े में जो दिखाया गया है उसका माइनस मिल जाएगा इसलिए सर्किट थ्योरी में हम आम तौर पर वोल्टेज और करंट के उत्तर को देखते हैं तब तक जब तक यह निर्दिष्ट नहीं किया जाता है क्योंकि ये हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में दो मूल एलिमेंट हैं अब ऐसा नहीं है कि हम हमेशा आउटपुट के रूप में वोल्टेज और करंट को देखते हैं हमें कभी कभी पॉवर और एनर्जी की भी आवश्यकता होती है इसलिए व्यावहारिक उद्देश्य के लिए हमें यह जानने की आवश्यकता है कि एक इलेक्ट्रिक डिवाइस कितनी पॉवर को संभाल सकता है क्योंकि जब आप अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल का भुगतान करते हैं तो आपने कितनी यूनिट्स का उपभोग किया है उसके हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी के बिल का भुगतान करते हैं 1 यूनिट 1 किलोवाट ऑवर के बराबर है 1 किलोवाट ऑवर का अर्थ पॉवर का समय अंतराल से गुणा है जितनी इलेक्ट्रिसिटी का उपभोग आप करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको उस समय विशेष में कितनी एनर्जी की खपत है यह जानने के लिए आपको कभी कभी एनर्जी की गणना की आवश्यकता होती है एनर्जी प्राप्त करने के लिए आप उपयोग की समय अवधि के साथ पॉवर को गुणा करेंगे यह जानने के लिए कि आपने कितनी एनर्जी का उपभोग किया है तो इसीलिए हमारे प्रतिदिन के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल की गणना के लिए आपको पॉवर के साथ साथ एनर्जी की गणना की आवश्यकता होती है तो हमारे सर्किट विश्लेषण के लिए पॉवर और एनर्जी भी महत्वपूर्ण हिस्सा हैं अब हमें यह पता लगाने की कोशिश करें कि पॉवर और एनर्जी की गणना कैसे करें क्योंकि ये वोल्टेज और करंट से प्राप्त होते हैं तो हम कैसे गणना करेंगे पॉवर और कुछ भी नहीं बल्कि एनर्जी को विस्तार या अवशोषित करना है इसलिए गणितीय शब्दों में हम इसे की तरह लिख सकते हैं यह एनर्जी के परिवर्तन की दर है पॉवर को वाट में मापा जाता है और एनर्जी को जूल में मापा जाता है अब यदि आप दो मूल मात्राओं के रूप में पॉवर p के मूल्य का पता लगाना चाहते हैं जिसकी हमने पहले चर्चा की थी वह वोल्टेज और करंट है तो आप पावर p के मूल्य का पता कैसे लगाएंगे आप सिर्फ समीकरण देखें अब यदि आप व्यक्त करते हैं तो आपको बस वोल्टेज और करंट के रूप में पॉवर p का एक्सप्रेशन मिलेगा कुछ भी नहीं है लेकिन जिस वोल्टेज की हमने पिछली स्लाइड में चर्चा की और करंट वह किसी विशेष एलिमेंट से गुजरने वाले चार्ज के परिवर्तन के अलावा और कुछ नहीं है तो इसके साथ आप वोल्टेज और करंट के गुणन के रूप में साधारणतया p के मान की गणना कर सकते हैं तो इसके द्वारा आप यह पता लगा सकते हैं कि किसी एलिमेंट द्वारा कितनी पॉवर अवशोषित या आपूर्ति की जा रही है क्योंकि यह उस विशेष एलिमेंट से गुजरने वाली करंट और एलिमेंट में वोल्टेज का गुणा है लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि यह पॉवर पी एक अलग मात्रा है और इसे इन्स्टैंटनेयस पॉवर कहा जाता है इसलिए जब हम साइनसॉइडल वेवफॉर्म के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे तो हम इन्स्टैंटनेयस पॉवर और औसत पॉवर के बीच संबंध स्थापित करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यह भी महत्वपूर्ण अवधारणा है जो डीसी करंट के बजाय एसी करंट के लिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि डीसी करंट में आप बस कह सकते हैं वह पॉवर पी कुछ और नहीं बल्कि वोल्टेज और करंट का एक गुणा है लेकिन एसी में ऐसा नहीं है कम से कम औसत पॉवर के लिए ऐसा नहीं है इन्स्टैंटनेयस पॉवर निश्चित रूप से इन्स्टैंटनेयस वोल्टेज और इन्स्टैंटनेयस करंट का गुणा होगा अब पॉवर का पोज़िटिव साइन है इसका मतलब है कि एलिमेंट द्वारा वितरित या अवशोषित किया जा रहा है तो अब इस विशेष चित्र को देखें यदि पोज़िटिव टर्मिनल के अंदर से करंट प्रवाहित हो रही है तो आप कहेंगे कि पॉवर उस विशेष एलिमेंट द्वारा अवशोषित की जा रही है लेकिन अगर करंट पॉजिटिव एलिमेंट से बाहर आ रहा है तो उस एलिमेंट को पॉवर सप्लाई की जा रही है यही कारण है कि इस एक्सप्रेशन में नेगेटिव साइन आ रहा है तो साइन कन्वेंशन को समझना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि आप साइन को ठीक से प्रस्तुत करने में गलती करते हैं तो आप पॉवर के मूल्य की गणना करने में कुछ गलती करेंगे अब वोल्टेज पोलेरिटी और करंट की दिशा पिछले चित्र में दिखाए अनुसार की पुष्टि करनी चाहिए तो हम इन विशेष साइन कन्वेंशन से क्या ज्ञात करते हैं इस साइन कन्वेंशन को पैसिव साइन कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है यह तब संतुष्ट होता है जब करंट एलिमेंट के पॉजिटिव टर्मिनल के माध्यम से प्रवेश करता है पॉवर की खपत पॉजिटिव है और जब करंट निगेटिव टर्मिनल से होकर गुजरता है तो पॉवर p निगेटिव होता है अर्थात इस एलिमेंट द्वारा पावर सप्लाई की जा रही है अब यह विशेष पहलू संरक्षण के नियम का पालन करेगा इसका मतलब है कि किसी को पावर की आपूर्ति करनी चाहिए दूसरे को पावर का उपभोग करना चाहिए और इस कारण से सर्किट पॉवर का बीजीय योग हमेशा 0 होता है मान लीजिए कि आपसे t0 से t समय में किसी एलिमेंट द्वारा अवशोषित या आपूर्ति की गई एनर्जी का पता लगाने के लिए कहा जाता है तो आप कैसे गणना करेंगे आपको बस समय 𝑡0 से t के बीच में पॉवर को इंटीग्रेट करना होगा और आपको उस एनर्जी का मान पता लग जायेगा या जिसे उस एलिमेंट के आधार पर अवशोषित किया जाएगा जो हमने पिछली स्लाइड में चर्चा की थी तो एनर्जी क्या है एनर्जी और कुछ नहीं बल्कि कुछ कार्य करने की क्षमता है और इसे जूल में मापा जाता है अब हम उदाहरण लेते हैं ताकि आप पॉवर और एनर्जी की अवधारणा को बेहतर ढंग से समझ सकें मान लीजिए कि प्रश्न इस प्रकार दिया गया है एक एनर्जी स्रोत एक प्रकाश बल्ब में से 10 सेकंड के लिए 2 एम्पीयर करंट प्रवाहित करता है यदि 23 किलो जूल प्रकाश और ऊष्मा एनर्जी के रूप में दिया जाता है तो बल्ब पर वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है अब दिया गया क्या है आपको करंट दिया है आपको समय Δ𝑡 दिया है और अब आपको एनर्जी का मूल्य भी मिला है जिसका उपभोग किया गया है तो पहले आपको क्या करना है आपको यह याद रखना होगा कि वोल्टेज के लिए एक्सप्रेशन क्या है यह उस विशेष एलिमेंट में प्रवाहित आवेशों के साथ एनर्जी में परिवर्तन के अलावा और कुछ नहीं है अब इस प्रश्न में यह विशेष मात्रा दी गई है आपको Δ𝑞 का मान ज्ञात करना होगा Δ𝑞 करंट और समय के गुणा के अलावा कुछ नहीं है समय 10 सेकंड दिया गया है करंट जो एलिमेंट से बह रहा है वह 2 एम्पीयर है इसका अर्थ है कि एलिमेंट से चार्ज के 20 कूलम्ब स्थानांतरित किए जा रहे हैं और अब इसका उपयोग करके आप एलिमेंट में वोल्टेज ड्रॉप की गणना कर सकते हैं तो इस मामले में एलिमेंट प्रकाश बल्ब है इसलिए प्रकाश बल्ब के पार वोल्टेज ड्रॉप 115 वोल्ट होगा अब हम एक और उदाहरण लेते हैं यदि आपको किसी एलिमेंट को समय t बराबर 3 मिलीसेकंड पर वितरित की गई पॉवर को निकालने के लिए कहा जाए यदि इसके पॉजिटिव एलिमेंट में प्रवेश करने वाला करंट 5cos60𝜋𝑡 A है और वोल्टेज v 3i है तो 3i का मतलब है कि वोल्टेज करंट पर निर्भर करता है तो आपको क्या करना है आपको पहले वोल्टेज के लिए एक्सप्रेशन ढूँढना होगा तो वोल्टेज कुछ भी नहीं है लेकिन 3i जो कि करंट के मान से 3 गुणा है जो कि 15cos60𝜋𝑡 से निकलता है अब आपको पॉवर 𝑝𝑣𝑖 के मान का पता लगाने की आवश्यकता है तो यह 75cos260𝜋𝑡 निकला अब आपको t बराबर 3 मिलीसेकंड पर किसी एलिमेंट को वितरित की गई पॉवर पता लगाना होगा इसका मतलब है कि आपको बस t का मान 3 मिलीसेकंड रखना होगा और जब आप सरल करते हैं तो आपको एक एलिमेंट को वितरित की गई पॉवर मिलेगी जो 5348 वाट है अब यदि पिछली समस्या में यदि 3i के बजाय वोल्टेज 𝑣3𝑑𝑖𝑑𝑡 और अन्य चीजें समान हैं और टाइम t फिर से 3 मिलीसेकंड के बराबर है आप कैसे निकालेंगे अब आपको वोल्टेज का मान करंट i के मूल्य को डिफ्रेंसिअशन करके पता लगाना होगा इसलिए करंट मैं जो हमने पिछले उदाहरण में देखा था वह 5cos60𝜋𝑡 था इसलिए यदि आप डिफ्रेंसिअशन करते हैं तो आपको −60𝜋5sin60𝜋𝑡 मिलेगा और इसके साथ आपको वोल्टेज v का मान −900𝜋sin60𝜋𝑡 मिलेगा लेकिन पॉवर 𝑝𝑣𝑖 आपको बस करंट एक्सप्रेशन के साथ वोल्टेज v को गुणा करना होगा जो हमें पिछले उदाहरण में मिला था हम 𝑝𝑣𝑖−4500sin60𝜋𝑡cos60𝜋𝑡 W प्राप्त करेंगे अब समय बराबर 3 मिलीसेकंड के लिए आपको बस t बराबर 3 मिलीसेकंड रखना होगा और एक्सप्रेशन को सरल करना होगा जो आपको माइनस 6396 किलोवाट मिलेगा अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट में विभिन्न सर्किट एलिमेंट क्या हैं जो आप देखेंगे तो मूल रूप से दो प्रकार के एलिमेंट हैं जो आप देखेंगे एक पैसिव एलिमेंट है और दूसरा एक्टिव एलिमेंट है तो एक्टिव एलिमेंट क्या है वह एलिमेंट जो एनर्जी उत्पन्न करने में सक्षम है एक्टिव एलिमेंट कहलाता है जबकि पैसिव एलिमेंट एनर्जी उत्पन्न नहीं करता है तो वे पैसिव एलिमेंट क्या हैं ये रज़िस्टर कैपेसिटर और इंडक्टर हैं और एक्टिव एलिमेंट क्या हैं एक्टिव एलिमेंट जनरेटर बैटरी ऑपरेशनल एम्प्लीफायर की तरह हैं तो हमारे सर्किट एनालिसिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण सक्रिय एलिमेंट क्या हैं सबसे महत्वपूर्ण वोल्टेज और करंट स्रोत हैं क्योंकि आम तौर पर जब आप किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को हल करेंगे तो आप आमतौर पर देखेंगे कि वोल्टेज और करंट को पॉवर की आपूर्ति के लिए एक स्रोत के रूप में दिया जाता है अब आप देखेंगे कि दो अलग अलग प्रकार के स्रोत हैं अर्थात् इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट है इसलिए यदि आप आइडियल कंडीशन देखते हैं तो आइडियल कंडीशन में आइडियल इंडिपेंडेंट सोर्स विशेष वोल्टेज या करंट प्रदान करेगा जो अन्य सर्किट एलिमेंट से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है इस मामले में आइडियल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स अपने टर्मिनल वोल्टेज को बनाए रखता है चाहे जो भी करंट उस सर्किट में हो क्योंकि आइडियल वोल्टेज सोर्स के मामले में आपका टर्मिनल वोल्टेज हमेशा स्थिर रहेगा और यह पॉवर की आपूर्ति करेगा जो सर्किट में पॉवर संतुलन समीकरण को पूरा करने के लिए आवश्यक है अब बैटरी जैसे भौतिक सोर्स शायद आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए अनुमानित हैं वे आइडियल वोल्टेज सोर्स नहीं हैं क्योंकि बैटरी के अपने नुकसान हैं उसके कारण जब आप कुछ समय के के लिए बैटरी से पॉवर की आपूर्ति करते रहेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाएगा लेकिन एक व्यावहारिक उद्देश्य के लिए हम बैटरी को आइडियल वोल्टेज सोर्स मान सकते हैं इसलिए आइडियल डिपेंडेंट सोर्स यदि आप इसके बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि सोर्स की मात्रा किसी अन्य वोल्टेज या करंट द्वारा नियंत्रित होती है इसका मतलब यह है कि जब आप उस विशेष सोर्स को देखते हैं जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या डिपेंडेंट करंट सोर्स है तो इसका मान किसी अन्य एलिमेंट के आउटपुट से प्राप्त होता है यह ऐसा हो सकता है कि यदि सर्किट एलिमेंट में रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज सोर्स के बराबर हो तो आप उन सोर्स को सर्किट में कैसे देखेंगे उन सोर्स के लिए कुछ प्रतीक हैं जैसे इंडिपेंडेंट सोर्स के मामले में आप देखेंगे कि यह सामान्य कन्वेंशन है आइडियल वोल्टेज सोर्स जो डीसी वोल्टेज सोर्स है आइडियल करंट सोर्स चित्र में दिखाए गए प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है जब आप डिपेंडेंट सोर्स को देखते हैं तो आप हीरे के आकार का उपयोग करेंगे इसका मतलब है कि आप हीरे के आकार का उपयोग करेंगे जबकि आइडियल को सर्कल से दिखाएंगे इसी तरह करंट के मामले में आप वर्गाकार को एक डिपेंडेंट करंट सोर्स के रूप में दिखाएंगे और आइडियल करंट सोर्स के मामले में यह सर्कल होगा तो इसके साथ आप अंतर कर सकते हैं कि क्या सर्किट में एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज या करंट सोर्स या एक डिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स है इसलिए इसके साथ हम आज के सत्र का समापन कर सकते हैं अगले सत्र में हम अन्य एलिमेंट के बारे में चर्चा करेंगे